नमस्कार मैं आईआईटी कानपुर से जयंत चटर्जी हूं और हम प्रबंध सेवाओं के इस दिलचस्प विषय और आज की दुनिया में सेवा व्यवसाय में समकालीन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं इस सप्ताह के समापन भाग में इस सत्र में और अगले सत्र में हम उस विषय के भाग को शामिल करेंगे जिसे हमने पहले ही स्पर्श कर लिया है जिसका संबंध स्वयं सेवा प्रौद्योगिकी से है लेकिन वास्तव में मुझे लगता है कि इन दो सत्रों का मुख्य आकर्षण अनुसंधान का यह नया क्षेत्र होगा बहुत सारे नए विकास और बहुत सारी अंतर्दृष्टि जो सामाजिक विज्ञान के शोधकर्ता प्रबंधन से औद्योगिक इंजीनियरिंग से और सेवा विज्ञान के क्षेत्र में अन्य विषयों में अलग से योगदान कर रहे हैं वास्तव में एक नया अंकन है जिसे एसएसएमईडी कहा जाता है जिसमें कई प्रायोजक कई शिक्षाविद कई संगठन प्रायोजक के रूप में भाग लेते हैं और SSMED सेवा विज्ञान प्रबंधन इंजीनियरिंग और डिजाइन के लिए खड़ा है जो फिर से उस बिंदु को उजागर करता है जिसे हमने पहले सप्ताह के दौरान कवर किया था उस सेवा को आज एक प्रणाली उत्पाद सेवा प्रणाली के रूप में सोचा जाना चाहिए और इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए और यह बहु विषयक दृष्टिकोण सेवा विज्ञान ज्ञानक्षेत्र को बहुत तेज़ी से समृद्ध कर रहा है और हम इन दो सत्रों के दौरान कुछ उदाहरण देखेंगे सबसे पहले मुझे लगता है कि आप इस स्लाइड को याद करेंगे जो मैंने पहले दिखाया था मैं केवल उस विशेष स्लाइड के अंतिम दो ब्लॉक दिखा रहा हूं जब हम दक्षता और उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं तो प्रक्रिया को फिर से डिज़ाइन करना होगा हम इन दो क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं एक गैर मूल्य वर्धित चरणों को समाप्त कर रहा है इसका मतलब है हम अलग अलग चरणों को ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं ताकि ग्राहक को उस चीज़ से भागना न पड़े जिसे हम बोलचाल की भाषा में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहने को मजबूर कहते हैं इसलिए स्पर्श बिंदुओं की संख्या कम करें और प्रत्येक स्पर्श बिंदु को अधिक व्यापक और अधिक सक्षम बनाएं इसलिए स्पर्श बिंदुओं में और अधिक सक्षमता का निर्माण करें और जैसा कि आप याद करते हैं कि हमने कम सेवा के बारे में भी बात की थी जो कि इस समृद्ध स्पर्श बिंदु से दृष्टिकोण में मदद करता है जहां सेवा कर्मचारी बहु कुशल होते हैं और वे वास्तव में एक दूसरे की जिम्मेदारी ले सकते हैं आवश्यकतानुसार एक्सपर्ट टीम द्वारा फूड बॉल ग्राउंड पर तरल पदार्थ बनाने के लिए ताकि गेंद को गिराया न जाए और ग्राहक को सेवा प्रक्रिया के माध्यम से एक सहज प्रवाह का एहसास हो अब इन चीजों पर हमने पहले चर्चा की है हमने स्वयं सेवा के इस दिलचस्प क्षेत्र के बारे में संक्षेप में चर्चा की जिसे एसएसटी के रूप में भी जाना जाता है जिसका अर्थ है प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम स्वयं सेवा Self Service enabled by Technology SST यह मुख्य रूप से सेवा प्रणाली से दोहराए जाने वाले मानक प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है और जैसा कि मैं उदाहरणों पर लेता हूं आप तुरंत देखेंगे कि हम ऐसा क्यों कहते हैं जाहिर है लागत में भी कमी आती है और इसलिए सेवा की कीमत कम हो सकती है और कभी कभी प्रौद्योगिकी की चतुर तैनाती के साथ स्वयं सेवा के लिए ग्राहक को प्रोत्साहित करना वास्तव में कंपनी को अलग कर सकता है और आप एक प्रतिस्पर्धी लाभ दे सकते हैं एक बढ़िया उदाहरण डेल कंप्यूटर है डेल कंप्यूटर ने ग्राहकों को चयन मेनू पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर को ऑनलाइन कॉन्फ़िगर करने की अनुमति दी तो आप सीपीयू आकार का चयन करें आप जिस प्रकार की ग्राफिक क्षमता का चयन करते हैं आपको मेमोरी आकार का चयन करने की आवश्यकता है आप स्क्रीन का आकार टर्मिनल डिजाइन और इसी तरह का चयन करें और आप क्लिक करें क्लिक करें क्लिक करें अपनी पसंद के अनुसार कंप्यूटर बनाएं तो आप लाइन सिस्टम डिजाइनर के अंत में बन जाते हैं और भले ही ग्राहक इसलिए पहले Dells कंप्यूटर पहले के कंप्यूटरों के कर्मचारियों द्वारा किए गए कुछ कार्य कर रहे हैं उन दिनों यहां तक कि आईबीएम व्यक्तिगत कंप्यूटर व्यवसाय में था लेकिन उनके पास वितरकों और एजेंटों के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचने की पारंपरिक संरचना भी थी और इसी तरह और इसलिए विन्यास का काम आईबीएम जैसी कंपनियों के कर्मचारियों और उनके वितरकों और उनके एजेंटों उनके कर्मचारियों के उन सभी कार्यों बिक्री कर्मचारियों द्वारा ग्राहक द्वारा स्वयं या स्वयं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की मदद से किया जाता था और फिर भी ग्राहक ने बहुत सारे काम किए जो पहले कर्मचारियों द्वारा किए गए थे जैसा कि अनुसंधान ने ज्यादातर मामलों में दिखाया ग्राहकको वास्तव में चिड़चिड़ापन महसूस करने के बजाय बहुत बेहतर लगा क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया के नियंत्रण में महसूस किया महसूस किया कि उन्होंने अपना कंप्यूटर बनाने में भाग लिया है इसने स्वामित्व की भावना को बढ़ाया और इसलिए पूरे मामले में इसने डेल के लिए एक भेदभाव पैदा किया और इसने उनके लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पैदा किया तो यह एक आरेख है जो बस दिखाता है कि ग्राहक की भागीदारी के विभिन्न स्तर हो सकते हैं इसलिए ग्राहक के पास सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है हो सकता है कि वे सिर्फ भोजन का आदेश दे रहे हों और इसी तरह अधिकांश सामान संगठन के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है दूसरी ओर ग्राहक की उच्च भागीदारी हो सकती है जहां अधिकांश काम ग्राहक द्वारा किया जाएगा और ये तथाकथित उच्च और एसएसटी के एरेना हैं जिन फायदों की हमने चर्चा की है लेकिन हम फिर से उस पर गौर कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक एटीएम मशीन है जो सप्ताह में 24 घंटे 7 दिन के लिए उपलब्ध है तो साल में ३६५ दिन आपको लंबी कतारों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है आपको कुछ दिनों पर टेलर से ध्यान की कमी या टेलर से बुरे व्यवहार पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है आपके पास बहुत सुसंगत बहुत विश्वसनीय सेवा है जो एटीएम है जो अब देश भर में बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी थोड़ा अलग डिजाइन के साथ उपयोग किया जाता है अब चीजों में से एक जाहिर है हम तुरंत देखते हैं कि जब भी हम स्वयं सेवा प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं तो एक निश्चित मात्रा में योग्यता है जो आपको उपयोगकर्ताओं के बीच विकसित करने की आवश्यकता है तो ग्राहक सेवा स्वयं सेवा प्रौद्योगिकी को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है कई अन्य सेवाओं में लाभ काफी स्पष्ट हैं कि हवाई अड्डे पर लंबी कतारों के बजाय जो ग्राहक के लिए परेशानी है बहुत समय लेता है एयरलाइंस की तरफ से बहुत से कर्मचारियों को संलग्न करता है हवाई अड्डे की ओर और उड़ानों के समय पर आगमन और प्रस्थान के संबंध में कुछ अनिश्चितताओं का भी परिचय देता है उन सभी को स्वयं की जाँच या वेब जाँच या टेलीफ़ोन जाँच या दोनों के संयोजन जैसी तकनीकों के अधिक से अधिक उपयोग द्वारा कम किया जा सकता है इसलिए यह सेवा प्रणाली से दोहराने योग्य मानक अच्छी गुणवत्ता उच्च गुणवत्ता प्रतिक्रिया में योगदान देता है और यही कारण है कि हम सभी सेवा प्रक्रियाओं में इस एसएसटी उदाहरणों को अधिक से अधिक तैनात कर रहे हैं इसलिए यहां तक कि यूरोप भर के रेस्तरां में अब एसएसटी की एक काफी लोकप्रिय तैनाती है तालिका में एक हिस्सा है जहां एक टच पैड टैबलेट स्थापित किया गया है जहां सभी अलग अलग मेनू आइटम दिन के लिए अपडेट के साथ दिखाए जाते हैं आज विशेष मेनू दिखाया जाएगा उस की सभी सामग्री उस विशेष डिश के बारे में सभी विवरण आप वास्तव में अपनी टेबल से विभिन्न भाषाओं में खोज सकते हैं और आप इस स्वयं सेवा टैबलेट और एक टेबल टॉप के माध्यम से अपनी मेज पर चयन कर सकते हैं जो टैबलेट के साथ एकीकृत होता है और आदेश बैकएंड तक पहुंचता है और फिर आप डिलीवरी काउंटर से या तो इसे ले जा सकते हैं या इसे जमा कर सकते हैं या इसे परोसा जा सकता है ज्यादातर मामलों में जनसंख्या में सेवा की इस कमी के कारण फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे जैसे कम जनसंख्या वाले देश अधिक से अधिक रेस्तरां विभिन्न प्रकार के एसएसटी सुविधाओं के साथ साथ स्वयं सेवा का उपयोग कर रहे हैं और फिर भी लोग अच्छा महसूस करते हैं उन्हें सेवा प्रणाली से उच्च स्तर पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया मिलती है तो यहां एक बिंदु बनाया जा सकता है जो एसएसटी या सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी सिस्टम हो सकता है जिसे हम फिक्स्ड रिस्पांस सिस्टम या क्रमादेशित प्रतिक्रिया प्रणाली कहते हैं इसलिए फिक्स्ड रिस्पांस सिस्टम जैसे कि टोल गेट पर विभिन्न तरीकों से उच्च तरीकों पर अब स्वचालित हैं इसलिए आपको किसी व्यक्ति को जाने और भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है आप आवश्यक राशि के कुछ सिक्के फेंकते हैं और गेट स्वचालित रूप से खुलता है और आप ड्राइव करते हैं यहां तक कि पार्किंग स्थल भी अब हैं आप वास्तव में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आप एक टिकट लेते हैं और जैसे ही आप बाहर जाते हैं आप दूसरी मशीन में टिकट डालते हैं यह दिखाता है कि आपको कितना भुगतान करना है आप सिक्के को स्लॉट के माध्यम से डालते हैं और गेट खुल जाता है अब ये निश्चित प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं एसएसटी के रूप में हम उन्हें कहते हैं लेकिन या निश्चित अनुक्रम लेकिन चर अनुक्रम हो सकते हैं और चर अनुक्रम उदाहरण स्वयं की जाँच या एटीएम की तरह हैं ये सभी चर अनुक्रम हैं क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं कोई व्यक्ति अपने शेष राशि की जांच करना चाहता है और साथ ही कुछ पैसे भी निकाल सकता है कोई व्यक्ति त्वरित भुगतान सुविधा का उपयोग कर सकता है जहां निश्चित राशि सारणीबद्ध है किसी के पास एक विशेष राशि हो सकती है जो उसके बाहर है इसलिए यदि आप 15400 रुपये निकालना चाहते हैं तो आप त्वरित भुगतान का उपयोग नहीं कर पाएंगे लेकिन ये सभी चर प्रतिक्रियाएं एटीएम प्रणाली से उपलब्ध हैं सेल्फ चेकिंग कोई व्यक्ति दो उड़ानों के लिए संयोजन के रूप में चेक करना चाहता है या कोई व्यक्ति केवल एक फ्लाइट के लिए चेकिंग कर सकता है कोई बिना सामान के किसी भी चेकिंग के लिए चेक कर सकता है कोई सामान की जांच करना चाहता है तो इन्हें चर अनुक्रम स्वयं सेवा प्रौद्योगिकी प्रणाली वेरिएबल सीक्वेंस सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी सिस्टम कहा जाता है इसलिए मूल रूप से एसएसटी का मतलब है कि ग्राहक आंशिक रूप से एक कर्मचारी की भूमिका निभाएगा अब एक कर्मचारी के रूप में जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की है और हम फिर से करेंगे जब हम सेवा में लोगों के मुद्दों को देखेंगे सेवा की उत्पादकता और गुणवत्ता सेवा कर्मियों पर बहुत कुछ निर्भर करती है यही कारण है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि संतुष्ट ग्राहक केवल बनाए जा सकते हैं संतुष्ट कर्मचारियों द्वारा और हम इन सभी लोगों के प्रबंधन के मुद्दों और बाद के सत्र में सेवा उद्योग में विशेष चुनौतियों पर ध्यान देंगे लेकिन यदि ग्राहक इसलिए जैसा कि सेवा कर्मचारी उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं सेवा की गुणवत्ता और परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं तो ग्राहकों को कार्य ठीक से करने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए और यह हमारे आरेख से काफी स्पष्ट है जैसा कि हमने चर्चा की है इसलिए यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम को तैनात करना चाहते हैं जहां पुरुष महिलाएं आसानी से उपयोग कर सकते हैं जाहिर है आपको एटीएम का उपयोग यथासंभव अनुकूल बनाना होगा और ग्राहकों को इसका सही उपयोग करने के लिए कुछ प्रशिक्षण भी प्रदान करना होगा तो यह सक्षमता महत्वपूर्ण है और जाहिर है खुशी या न्यूनतम स्तर की संतुष्टि की निरंतर भावना होनी चाहिए इसलिए मैं जो रिश्ता निभा सकता हूं और दोनों पार्टियां आपस में तालमेल बिठा सकती हैं इसलिए आप मशीन पर क्लिक करना शुरू नहीं करते हैं बल्कि वास्तव में मशीन पर कंपनी का आनंद ले रहे हैं तथा इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस डिज़ाइन में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं इसलिए यह मैन मशीन इंटरफेस डिजाइन इसलिए अब प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा के क्षेत्र में एक बहुत ही रोचक अध्ययन और अनुसंधान क्षेत्र बन रहा है इसलिए SST को ग्राहक भागीदारी के अंतिम रूप को संक्षेप में प्रस्तुत करना है जो वे विशिष्ट भाग लेते हैं और अधिक से अधिक सूचना आधारित सेवाएं अब SST का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप अपने बैंक खाते में अपना वर्तमान शेष राशि जानना चाहते हैं तो हाल ही में लोग बैंक गए और लाइन में खड़े होकर अपनी पासबुक अपडेट करवा ली इन दिनों आप पासवर्ड और आदि की बहुत ही सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से कॉल कर सकते हैं और आप एक्सेस कर सकते हैं आप केवल अपने टेलीफोन के साथ बातचीत के दौरान जानकारी को संतुलित कर रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से बैंक का एक कंप्यूटर है इसलिए इन्हें आईवीआर सिस्टम कहा जाता है जैसा कि आप जानते हैं उदाहरण के लिएपरस्पर संवादात्मक आवाज़ प्रतिक्रिया प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग बैंकों द्वारा मोबाइल के ग्राहक सेवा विभागों टेलीफोन कंपनियों या अन्य विभिन्न सेवाओं द्वारा किया जाता है इसलिए जहाँ भी लेन देन का आधार सूचना है कि अनुभव करने के लिए एसएसटी को बहुत अच्छी तरह से तैनात किया जा सकता है उदाहरण के लिए पैरों की मालिश या लंबी यात्रा के बाद थके हुए यात्रियों के लिए पीठ की मालिश जैसी कुछ अनुभवात्मक सेवाएँ और अब एसएसटी के रूप में उपलब्ध है तो आप बस छोड़ देते हैं कुछ सिक्के और आप विशेष कुर्सी पर बैठते हैं और आप मेनू का चयन कर सकते हैं और आप जिस तरह की मालिश चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एसएसटी के नुकसान हैं यह समय और लागत बचत या लचीलेपन या सुविधा की तरह सभी लाभ नहीं है क्योंकि आप अपने बैंक बैलेंस को मध्य रात्रि में भी पूछ सकते हैं जो आम तौर पर मानव सेवा के माहौल में संभव नहीं होता था लेकिन ऐसे नुकसान भी हैं जैसे हाल ही में सुरक्षा से संबंधित चिंताएं और तनाव हैं जब तक कि इस दोहरे सत्यापन प्रणाली आदि में से कुछ को लोगों ने एक टेली बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने में संकोच महसूस किया उन्हें डर था कि वे गोपनीय हैं या समझौता हो जाएगा किसी और को हम खाते में हैक करने और उनके पैसे वगैरह लेने में सक्षम होंगे उन संभावनाओं को सिक्योरिटी सिस्टम और चेकिंग सिस्टम डबल वेरिफिकेशन सिस्टम इत्यादि के बेहतर उपयोग से बहुत कम किया गया है लेकिन एसएसटी को तैनात करते समय यह विचार करने का एक बिंदु है कि ग्राहक की ओर से चिंता और तनाव की ऊंचाई और स्तर होगा और इसलिए आपको यह डिजाइन करना होगा कि तैनाती की रणनीति में कुछ सेवाओं को सामाजिक अनुभव के रूप में भी देखा जा सकता है और इसलिए लोग लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद करते हैं इसलिए जैसा कि मुझे पता है कि कई बैंक शाखाओं में वे वास्तव में एटीएम की तैनाती के समय भारत में टेलर की संख्या कम कर चुके थे लेकिन कुछ शहरी इलाकों में जहां बहुत से सेवानिवृत्त लोग हैं और सेलाइनर नागरिकों के लिए अब बैंकों ने वास्तव में टेलर नहीं बल्कि रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव को वापस लाया है क्योंकि वे समझते हैं कि कभी कभी इस प्रोफ़ाइल के ग्राहक जिन्हें वे अन्य मनुष्यों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं उनके बैंकिंग करते समय कुछ गपशप होती है और इसलिए इन संबंध अधिकारियों को अब बैंकिंग प्रणाली में फिर से पेश किया गया है जैसा कि पहले जोर दिया गया था जितना संभव हो उतना एसएसटी इसलिए एसएसटी को तैनात करने या न करने के बारे में निर्णय लेने से पहले हमें इन सरल प्रश्नों पर जांच करनी चाहिए जो सिस्टम को मज़बूती से काम करता है फिर से होने वाली प्रतिक्रिया है और दोहराए जाने वाले अच्छे एसएसटी पारस्परिक विकल्पों की तुलना में बेहतर है अब यहाँ हमें एक सामाजिक आर्थिक विश्लेषण करना है इसका मतलब है आपको मानव कोण को नहीं भूलना चाहिए इसलिए भले ही आर्थिक रूप से यह ऑटो मशीन में परिवर्तित करने के लिए फायदेमंद हो लेकिन यह ग्राहक के मन में कुछ मौन जलन पैदा कर सकता है और इसलिए आपको समीकरण के दोनों पक्षों को देखने की जरूरत है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास एक एसएसटी का उपयोग करते समय वसूली प्रणाली होनी चाहिए इसलिए यदि सिस्टम विफल होता है तो ठीक होने की संभावना होगी इसलिए यह सब एसएसटी के बारे में है इस सत्र मैं इस विशेष स्लाइड के साथ समाप्त होगा जो आपको दिखाता है संगठनों में पारंपरिक तरीके का मूल्य बनाया गया है इसलिए हमारे पास इस फर्म का संगठन बीच में है वहाँ आपूर्तिकर्ताओं से संगठन में इनपुट हैं जो फिर प्रक्रिया संचालन और फिर विपणन चैनल के माध्यम से परिवर्तित हो जाते हैं इसलिए यह आपूर्ति श्रृंखला है और यह वितरण श्रृंखला है जहाँ आप उपभोक्ता तक पहुंचते हैं इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि संगठन और ग्राहक के बीच इस मामले में स्पष्ट अंतर है इसलिए जैसा कि हम कहते हैं सारणी हस्तांतरण की मांग है इसका मतलब है कि हम में से कुछ है और वे विभाजित हैं अब मैंने इसे कई बार दोहराया है और इसके विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की है और हम अगले सत्र में इस तर्क को लेने जा रहे हैं नया तर्क जहां हम इस अवरोध को भंग करना चाहते हैं हम ग्राहक को निष्क्रिय बनाना नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि ग्राहक प्रक्रिया का हिस्सा हो और कैसे आज की दुनिया में उस सेवा उन्मुख दर्शन के साथ कई व्यवसायों में हम इस ग्राहक को सह निर्माता के रूप में ला रहे हैं जिसमें बहुत सारे लाभ हैं और यही हम अगले सत्र में लेंगे